एनिमल सेल कल्चर या सेल कल्चर टेक्नोलॉजीज़ पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है हम तीसरे सप्ताह में हैं और हमने तीसरे सप्ताह के पहले 3 व्याख्यान समाप्त कर लिए हैं आज हम चौथे व्याख्यान में प्रवेश कर रहे हैं अब तक हमने बड़े पैमाने पर इस बारे में बात की है कि किसी फैसिलिटी की नींव कैसे रखी जाए विशेष रूप से सभी संभावनाओं पर हो सकता है कि मैं कुछ चीजों को भूल गया हूं इसलिए कृपया मौजूदा लेआउट में बेझिझक चीजों को जोड़ लें लेकिन मेरा मानना है कि मैंने आधुनिक सेल कल्चर फैसिलिटी में आवश्यक लगभग सभी चीज़ों को कवर किया है जब तक कि भविष्य में चीजें एक चिप पर माइक्रो फैब्रिकेशन लैब की और बढ़ने वाली हैं इसलिए यह एक खंड है जिस पर इस पाठ्यक्रम के बाद के आधे हिस्से में हम कुछ कक्षाओं में चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे चीजें बदल रही हैं कैसे इनक्यूबेटरों और लमिनार फ्लो के छोटे संस्करण आ रहे हैं और वे सभी प्रकार की चीजें हैं जो बाजार में आ रही हैं दुनिया भर में बहुत सारे अनुसंधान और विकास चल रहे हैं तो आज आपको यह बताने के बाद कि आप एक प्रयोगशाला कैसे स्थापित कर सकते हैं इस आभासी प्रयोगशाला के बाद हम उस आभासी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहाँ हम डिशेस या कल्चर के पात्रों और कल्चर पात्रों की सीडी के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या ध्यान रखना है आपको कैसे ध्यान में रखना है क्या पूर्वापेक्षाएँ हैं और आपके शोध के त्वरित कार्य के लिए आपको क्या उपाय करने होंगे तो हममें से जिन्होंने सेल कल्चर का थोड़ा बहुत काम किया है या बायोइंजीनियरिंग या बायोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग लैब या मटेरियल साइंस लैब में से किसी में काम किया है जहाँ बायोलॉजी की तरफ थोड़ा काम करते हैं आपने एक प्रकार के पात्र को देखा होगा जिसे वे T 70 T 20 फ्लास्क और इसी तरह कुछ कहते हैं तो बस आपको उन सभी अलग अलग आकार के पात्रों का अवलोकन करना है जो आपने देखे होंगे तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं हम सप्ताह 3 और व्याख्यान 4 W 3 L 4 में हैं अब आपने 15 मिमी के डिशेस जैसे कुछ देखे होंगे पॉलीकार्बोनेट बहुत पतले पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी पात्र आपने यह देखा होगा कि आपके पास एक ढक्कन है आपके पास लगभग 15 सेंटीमीटर का डायामीटर है और ऊँचाई होगी लगभग उदाहरण के लिए मैं आपको सटीक ऊँचाई नहीं बता पाऊँगा कुछ इस तरह ऊँगली के एक हिस्से जितनी कुछ ऊंचाई होगी कुछ इस तरह की ऊंचाई है आप कह सकते हैं कि इतना और आपके पास एक ढक्कन है अब आप क्या करते हैं इस आधार पर सेल्स बढ़ रहे हैं यहाँ सेल बढ़ता है और आप इसे मीडियम से आधा भर देते हैं आप बहुत सारा मीडियम नहीं भर सकते क्योंकि आप नहीं चाहते कि सेल्स इस तरह से जलमग्न हों कि वे ऑक्सीजन से वंचित रह जाएँ अब यह एक प्रकार की डिश है जिसे आपने देखा होगा आपने 90 मिमी पात्र भी देखा होगा यह 15 मिमी पात्र है तो आपके पास 90 मिमी पात्र हैं जो इस तरह से बड़े हैं ऐसे ढक्कन के साथ तो आप के पास T 20 फ्लास्क नाम का कुछ है आपने इन फ्लास्क को देखा होगा जो फ्लास्क के साइड व्यू से इस तरह दिखता है और यहाँ पर सेल बढ़ते हैं और फिर यहाँ तक आप मीडियम को भरते हैं ये फ्लास्क विभिन्न आकारों में आते हैं डिश ली तरह ही इस फ्लास्क का भी एक बड़ा संस्करण है एक बड़ा संस्करण डिश और फ्लास्क का एक छोटा संस्करण कभी कभी बहुत पुरानी पाठ्य पुस्तक में यदि आप में से कुछ ने कभी देखा हो तो लेकिन ऐसी चीजें अब अधिक विद्यमान नहीं होती हैं या अधिकांश प्रयोगशाला में ऐसा नहीं होता है तो यह कुछ ऐसा था जो मैरीलैंड में यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान National Institute of Health United States at Maryland में बहुत शुरुआती दिनों में किया जाता था तो उनके पास यह बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत था वे इस पॉलीकार्बोनेट की जगह कांच के जैसे सामान का प्रयोग करते थे आप उन्हें बनवा सकते हैं बहुत पतले ग्लास इनमें से कुछ के लिए एक ग्लास से बने होने का कारण बिल्कुल वही कारण था जो मैंने हाल ही की पिछली कक्षाओं में से एक में उल्लेख किया था जो मैंने आपको न्यूमेरिकल एपर्चर के बारे में बताया था कि जब आप माइक्रोस्कोप से सेल्स को देख रहे हैं तो मटेरियल की मोटाई ऑब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल एपर्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए पहले जब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव नहीं थे जो कि पॉलीकार्बोनेट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे वे इस ग्लास सामान का इस्तेमाल करते थे और फिर उसके बाद इसके बीच में कुछ ऐसा होता था तो यह ग्लास था और ये सभी पॉलीकार्बोनेट पीसी थे बीच में कुछ ऐसा आया जो और भी मज़ेदार है तो उनके पास इस तरह का पॉलीकार्बोनेट सामान होता था और उसमे एक छोटा सा छेद हुआ करता था वे नीचे एक छेद काटते थे और उसके ऊपर वे एक ग्लास कवरस्लिप लगाते थे अनिवार्य रूप से अधिकांश सेल की ग्रोथ उस ग्लास कवरस्लिप के शीर्ष पर हो रही थी और उस कट का उपयोग माइक्रोस्कोप का उपयोग करके इसे देखने के लिए किया जाता था क्योंकि यह कट पूरी फील्ड व्यू के लिए काफी अच्छा था या वे इसे थोड़ा बड़ा काटते थे उदाहरण के लिए यह एक कट है और यह एक बड़ा कट है तो ये लगभग वे सभी पात्र हैं जिनका आप किसी भी सेल कल्चर लैब में सामना करेंगे लेकिन यहां जो महत्वपूर्ण है वह इस बात का दूसरा हिस्सा है कि हम जिन बातों का सामना करने जा रहे हैं उनके पीछे का विज्ञान क्या है और एक और बात आप देखेंगे कि लोग इन डिशेस के आधार पर इन डिशेस के आधार पर कांच की कवरस्लिप पर सीधे सेल्स को विकसित कर सकते हैं तो आपके पास विभिन्न आकारों के ये ग्लास कवरलिप्स हैं आप बहुत पतले ग्लास कवरलिप्स प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत उपयुक्त सब्सट्रेट हैं और आप ग्लास कवरलिप्स के ऊपर सेल्स को विकसित कर सकते हैं और इसी तरह आपके पास बिल्कुल वही चीज है 15 मिमी डिशेस या 20 मिमी गिलास के डिशेस और आपके पास यह T20 T80 फ्लास्क है अब पहली बात आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के पात्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो इस समस्या को हल करने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं आपको पूछना होगा प्रश्न 1 सेल प्रकार सेल प्रकार का अर्थ है क्या हम अडहियरिंग सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं या नॉन अडहियरिंग सेल्स तो अगर हम नॉन अडहियरिंग सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए मेरे पास इस तरह का एक पात्र है और इसमें अंदर मीडियम भरा हुआ है यह मीडियम है और मेरे पास ये सेल आ रहे हैं तो वे सस्पेंशन पर बढ़ रहे हैं इसे सस्पेंशन कल्चर कहा जाता है यदि यह एक सस्पेंशन कल्चर है तो वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के आधार मैट्रिक्स की आवश्यकता नहीं होती है यह आधार मैट्रिक्स से स्वतंत्र है ये नॉन अडहियरिंग सेल्स बेस मैट्रिक्स से स्वतंत्र हैं काफी उचित अब इस स्तर पर हम इन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सेल्स का एक अलग वर्ग है जिनसे हम निपटते हैं यदि हम अडहियरिंग सेल्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें एक आधार मैट्रिक्स की आवश्यकता होती है और इस आधार मैट्रिक्स का अर्थ है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स या ईसीएम इसलिए यदि आपके सेल प्रकार को ईसीएम की आवश्यकता है तो आपको इसका कोई उपाय निकालना होगा ईसीएम के वे कौनसे मोलेक्युल्स हैं जिनकी आवश्यकता होगी क्योंकि यहां फिर से 2 विकल्प हैं विवरण में जाने से पहले बात करते हैं या तो आपके अडहियरिंग सेल्स सीधे पॉलीकार्बोनेट पर विक्सित होती हैं या सीधे इस पर विक्सित होती हैं निश्चित रूप से यह भी पॉलीकार्बोनेट है या सीधे ग्लास कवरस्लिप्स पर या सीधे ग्लास पर कि अगर ये सेल्स यहीं कहीं हैं या यहाँ हैं तो जिस तरह से यह काम करता है वह बहुत सरल है मैं आपको बता दूँ इसलिए उदाहरण के लिए देखें देखें समय 1210 तो हरा रंग सेल का प्रतिनिधित्व करता है तो ये सेल्स हैं जिन्हें आपको प्लेट करना है अब इसमें केवल इस में हज़ारों सेल्स हैं जिन्हे आप एक सब्सट्रेट पर प्लेट करने जा रहे हैं तो यहाँ आपका सब्सट्रेट है यह डिश पात्र है जहां आप सेल्स को प्लेट करने जा रहे हैं तो क्या होगा तो आप क्या करते हो मीडियम की एक छोटी मात्रा के साथ बहुत कम मात्रा के साथ आप इन सेल्स को इस कल्चर डिश पर प्लेट करते हैं आपके कल्चर डिश के आधार पर आपके पास बहुत थोड़ा सा मीडियम है ठीक है यह बहुत कम होगा जो कि एक परत के रूप में होगा और ये सेल्स इस तरह से लुढ़कती रहेंगी और आप सचमुच माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं कितनी आश्चर्यजनक रूप से सेल्स वहाँ लुढ़कती रहेंगी इतनी सारी आप आधार को सतह के समानांतर रखने की कोशिश कर सकते हैं यह 180 डिग्री पर होना चाहिए तो यह किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए अब यह समय T0 है जैसे ही आपने सेल्स को प्लेट किया यह इस तरह दिखता है और निश्चित रूप से कुछ पार्श्व गतिशीलताएं हैं जो तेजी से या धीमी हो रही हैं यह इसपर निर्भर करता है कि आप इन्हे कितने आराम से प्लेट कर रहे है लेकिन सभी दिशाओं में उनकी एक निश्चित गतिशीलता होगी आप देखेंगे कि यह उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना मज़ेदार है और अंततः वे किसी बिंदु पर स्थिर हो जाते हैं अब सबसे पहले ये सेल्स क्या करते हैं अब मैं यहाँ लाल रंग का प्रयोग कर रहा हूं तो उदाहरण के लिए मान लें मेरी धारणा है कि सेल्स पॉलीकार्बोनेट कांच की सतह पर अडहियर करेंगी या जुड़ जाएँगी यह तभी हो सकता है जब ये सेल्स सतह पर हों उनके ऊपर किसी तरह का चार्ज होता है शायद पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी हो अब उदाहरण के लिए कहें सरफेस पर उनके ऊपर एक निश्चित मात्रा में पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास जो पॉलीकार्बोनेट या ग्लास हैं उसकी सरफेस पर किसी तरह का नेगेटिव चार्ज है तो हर मटेरियल की सरफेस पर एक निश्चित मात्रा में चार्ज होता है यह एक बहुत ही स्टैटिक चार्ज है लेकिन सरफेस पर एक निश्चित मात्रा में चार्ज ज़रूर होगा अब सेल सरफेस के पॉजिटिव चार्ज का इंटरैक्शन कुछ इस तरह है तो यहां आपके पास सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज वाला सेल है आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि यह कहां से आ रहा है ये सभी ग्लाइको प्रोटीनों और उन पर एम्बेडेड कई अन्य पॉजिटिव चार्ज आयन हैं तो बस कुछ समय के लिए मान लें कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल का एक निश्चित क्षेत्र है या आप दूसरी तरह से यह मान सकते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव चार्ज के क्षेत्र हैं तो फिर आपको दूसरे तरीके से सोचना होगा इसलिए इस बिंदु पर मैं यह मान रहा हूं कि आपकी सेल्स की सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होती है देखें कि बात सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की है इससे सिर्फ हम खुद को कुछ लक्ष्य देते हैं लेकिन सिर्फ विरोधात्मक चार्जेज जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो मन लेते हैं की आपकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है तो इन चार्ज मोइटीज़ के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक कमजोर लिंकेज वहां बन जाएँ वे बहुत मजबूत लिंकेज नहीं होंगे इस तरह से कुछ होगा थोड़ा कमज़ोर लेकिन वे सभी जुड़ेंगे मैं यह नहीं कहूंगा कि वे बहुत तेजी से अडहियर करेंगे लेकिन कुछ होगा जो इस तरह का होगा वे इस तरह से हिल रहे होंगे अब इंटरेक्शन का पहला सेट होगा अब इस इंटरैक्शन के बाद कुछ और होने वाला है वह कुछ और क्या है कुछ और है इन इंटरैक्शन के बाद इन सेल्स ने कुछ प्रोटीन या कुछ मैट्रिक्स मोलेक्युल्स का स्राव करना शुरू कर दिया जिन्हें मैं गुलाबी रंग में दिखा रहा हूं जिन्हें कहा जाता है नाम स्वयं व्याख्यात्मक है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल ये ऐसा मटेरियल है जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं और लंबी श्रृंखला के मोलेक्युल्स की एक श्रृंखला होती है जिसका नियम कुछ इस तरह है उदाहरण के लिए यह आपका सेल है अब यहाँ सब्सट्रेट है और यहाँ सब्सट्रेट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज के इंटरेक्शन का पहला सेट होगा जहां इंटरेक्शन के पहले सेट होगा जो उन्हें थोड़ी देर के लिए पकड़ कर एक जगह पर स्थिर कर देंगे अब यह एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल कुछ इस तरह है तो यह सरफेस पर जुड़ रहा है ये एंकरिंग मोलेक्युल्स हैं इस पर निर्भर करते हुए मैं सिर्फ एक तरह से आपकी समझ के लिए विस्तार कर रहा हूँ और बहुत दिलचस्प बात यह है कि यह एक प्रयोग है मैंने यहां कहीं किया अगर आपको याद है तो 2003 या 2002 के आसपास मुझे याद है शायद 2001 में हमने बहुत मजेदार प्रयोग किया हमने सिर्फ सेल को इस तरह से प्लेट किया तो सेल्स को प्लेट करने के 2 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद एक बहुत ही क्रूर बल विधि द्वारा हम सरफेस से सेल को हटाते हैं और सतह से सेल को हटाने के बाद हम क्या देखते हैं तो यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो हमारे पास अनिवार्य रूप से बचे हैं तब यदि आप इसके आसपास के वातावरण को नष्ट किए बिना सरफेस से सेल्स को निकाल सकते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है जो संभवतः या सरफेस पर जमा है अब इस स्थिति में यदि आपके पास इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी है तो उन लोगों के लिए जो एंटीबॉडी के संदर्भ में मैं जो बता रहा हूं इस बारे में जागरूक नहीं हैं कल्पना कीजिये कि मेरे पास एक विशिष्ट मॉलिक्यूल है और एक बंधक है जो उस मॉलिक्यूल के लिए बहुत विशिष्ट है तो बहुत ही आम तौर पर उन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है अगर मेरे पास इन के लिए एंटीबॉडी है तो बस AB के रूप में लिख हैं तो जो हमने देखा है वह लगभग इस प्रकार है कि हम कितने कम समय तक चले गए हैं मुझे लगता है कि हम लगभग 1 घंटे तक पहुँच सकेंगे इसलिए प्लेटिंग के तुरंत बाद आप एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के निशान देखते हैं जो अन्यथा सतह के रूप में हमारे पास पॉलीकार्बोनेट के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं था इसका मतलब है यह इंटरेक्शन का पहला सेट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच यहां हो रहा है और सेल के न्यूक्लियस के लिए सिग्नल ट्रिगर करता है जहां डीएनए रहता है और डीएनए को बताता है यार मुझे इन एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन को सिंथेसिस करने की जरूरत है और स्वयं को एंकर करना होगा क्योंकि मैं यहां रुकना चाहता हूं क्योंकि हम अब इस सरफेस के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो यह कुछ ऐसा है तो यह सोचो एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन वास्तव में डीएनए को अपनी भूमिका निभाने के लिए ट्रिगर कर सकता है और यह सरफेस बायोकैमिस्ट्री या सरफेस सेलुलर बॉयोलॉजी के परिप्रेक्ष्य से पूरी समस्या को देखने का एक बहुत ही अनूठा तरीका शुरू करता है सरफेस सेल केमिस्ट्री या सेल बॉयोलॉजी जिस तरह से आप शब्द का उपयोग करना पसंद करते हैं और यह कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको आश्चर्य होगा कि यह सब में जा रहा है यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्यों हमारे शरीर में कुछ सेल्स और इससे पहले कि मैं यह बताऊं कि मैं इसमें एक और दिलचस्प पहलू जोड़ दूं अब इस तरह के मोलेक्युल्स जो बनते हैं उनकी प्रकृति एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स गुणवत्ता और मात्रा के मामले में सेल प्रकार से सेल प्रकार के लिए अद्वितीय है इसका मतलब है उदाहरण के लिए देखें सिर्फ आपकी समझ के लिए मैं कहता हूं कि 5 अलग अलग प्रकार के ईसीएम कॉम्प्लेक्स हैं जो अब तक प्रत्येक सेल प्रकार के लिए हैं यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी सभी 5 प्रकारों का उपयोग कर रहे होंगे कुछ 2 का उपयोग कर सकते हैं कुछ 3 का उपयोग कर सकते हैं कुछ 5 का उपयोग कर सकते हैं लेकिन अब यदि आपको लगता है कि ऐसी स्थिति है जहां 2 सेल्स सभी 5 का उपयोग करती हैं तो भी आप अंतर कर सकते हैं क्योंकि वे अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं वे 2 3 4 5 की तुलना में 1 को अधिक सिक्रीट कर सकते हैं वे 1 4 5 की तुलना में 2 और 3 को अधिक सिक्रीट कर सकते हैं तो उनके पास असंख्य कॉम्बिनेशन हो सकती है लेकिन यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु पर लाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल स्पेसिफिक है सेल प्रकार के आधार पर वे उस विलक्षण एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं लेकिन अगली कक्षा में इस कहानी को जारी रखने से पहले आप इस पर विचार कीजिये इसका क्या मतलब है और इसे समझने का निहितार्थ क्या है यह चर्चा मैं यहां बंद करूंगा धन्यवाद इतने धैर्य से सुनने के लिए आपको धन्यवाद यह विषय अगली कक्षा में जारी रहेगा